आज हम मैकेनिक्स भाग पर अधिक चर्चा करेंगे इसलिए पिछली कक्षा में जब हम इस ट्रांसफर्स फ़ोर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे हमने देखा कि हमारे पास यह शब्द इनर्शिया था ठीक है अब यह मास इनर्शिया नहीं है यह वास्तव में मोमेंट आफ इनर्शिया है अब आपका क्या मतलब है इससे तो मैं इनर्शिया के एरिया मोमेंट आफ इनर्शिया पर थोड़ा सा समझाऊंगा तो मान लें कि यह वस्तु या यह क्षेत्र इस आयताकार निर्देशांक प्रणाली में x अल्पविराम y की दूरी पर है अब एरिया मोमेंट आफ इनर्शिया को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि मोमेंट क्या है मोमेंट यह है कि किसी अक्ष से क्षेत्र कितना दूर है और मान लें कि यदि हम X अक्ष के संबंध में मोमेंट आफ इनर्शिया की गणना कर रहे हैं तो X अक्ष से यह y की दूरी पर है अतः I x को y के वर्ग के क्षेत्रफल समाकलन इंटीग्रल के रूप में परिभाषित किया गया है अब मैं इस पर चर्चा क्यों कर रहा हूं क्योंकि आपको यह समझने की जरूरत है कि एरिया मोमेंट आफ इनर्टिया दिशा पर निर्भर करता है ठीक है इसलिए जब मैं इस अक्ष के संबंध में मोमेंट आफ इनर्टिया की गणना कर रहा हूं सीधे X अक्ष को तो यह y के वर्ग तथा d A का गुणनफल है जबकि यदि आप Y अक्ष के संबंध में मोमेंट आफ इनर्टिया moment of inertia की गणना करते हैं तो यह x वर्ग तथा x वर्ग dA गुणन का दोहरा इंटीग्रल होगा for for अब हम बीम ज्योमेट्री पर विचार करते हैं अगर हम फोर्स पर विचार कर रहे हैं सबसे पहले इस प्रकार की ज्यामिति के लिए इनर्टिया I को bh312 लिखा जा सकता है जहाँ b विड्थ या ब्रेड्थ है और h ऊँचाई है और हम इस व्यंजक की डेरीवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह इस पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है ताकि आप सरल गणित या यांत्रिकी से इसका पता लगा सकें अब मैं यहाँ क्या चर्चा करना चाहता हूँ कि यदि बल Y दिशा में है यदि बल Y दिशा में है तो इस चौड़ाई को चौड़ाई माना जाता है और यह ऊँचाई है लेकिन यदि बल Z दिशा में है जैसे Z अक्ष के अनुदिश है तो यह इस ऊँचाई के लंबवत है अर्थात बल ऊँचाई के लंबवत कार्य कर रहा है तो उस मामले में मोमेंट आफ इनर्शिया वास्तव में hb312 होगा तो यह Fy के लिए है जबकि यह Fz के लिए है तो आपको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि इस तरह के सरल कैंटिलीवर बीम के लिए कई बार हमने सीधे उपयोग किया है कि उस क्षेत्र के मोमेंट आफ इनर्शिया का मान bh312 या wh312 जिसे आप चौड़ाई कहते हैं लेकिन वहां हमें यह समझने की जरूरत है कि यह चौड़ाई या चौड़ाई नहीं है न केवल इसके ज्यामितीय पर आधारित है बल्कि यह भी है कि बल किस दिशा में काम कर रहा है तो तदनुसार आपको सूत्र में भी यह ध्यान रखना होगा जैसे कि आपकी चौड़ाई कौन सी है और आपकी ऊंचाई कौन सी है अब हम स्प्रिंग मास सिस्टम देखेंगे हमने देखा है कि मान लीजिए कि हमारे पास स्प्रिंग और द्रव्यमान जुड़ा हुआ है तो आप बस यह लिख सकते हैं कि यदि विस्थापन मान लें कि x और लगा बल F है तो स्प्रिंग स्थिरांक K है तो f K x अब और हम अपने सिस्टम को इस स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह मॉडल करने जा रहे हैं ताकि हम सीधे K मान का उपयोग कर सकें और उसी के अनुसार हम किसी भी प्रश्न का समाधान कर सकें अब इस तरह की सिस्टम का उपयोग करने का क्या फायदा है हम समझेंगे कि अगर हमारे पास कई बीम हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम मान सकते हैं कि बीम समानांतर हैं या समानांतर या श्रृंखला में समान हैं और तदनुसार हम सिस्टम के लिए एक समकक्ष स्टीफनेस लिख सकते हैं तो इससे पहले कि हम उन सभी चीजों पर जाएं आइए पहले देखें कि क्या होता है यदि दो स्प्रिंग्स श्रृंखला में या समानांतर में एक द्रव्यमान में जुड़े होते हैं तो अब देखें कि ये दो स्प्रिंग जिनके स्टीफनेस स्थिरांक K1 और K2 हैं एक दूसरे के समानांतर जुड़े हुए हैं के समान द्रव्यमान हैं अब यदि मैं कुछ बल F लगाता हूं तो यह दोनों स्थितियों के लिए समान मात्रा में विक्षेपित होने वाला है मान लीजिए कि यह x है तो K1 और K2 स्प्रिंग दोनों x से विक्षेपित होंगे ठीक है लेकिन इन दोनों मामलों में बल अलग होगा ठीक है तो मान लीजिए कि यहाँ प्रतिक्रिया बल F1 है और यहाँ प्रतिक्रिया बल F2 है तो हम लिख सकते हैं कि F1F2 F ठीक है फिर से दोनों स्थितियों के लिए विक्षेपण अब केवल x है तो F1 K1x और F2 K2x ठीक है अब कुल बल K1 K2 x अब यदि आप इस प्रणाली को सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम के रूप में मानते हैं तो आप इसे उसी तरह मॉडल कर सकते हैं ठीक तो मान लीजिए कि इसे हम K के समतुल्य कहते हैं और फिर आप समान बल लगा रहे हैं तो इसके लिए इस समतुल्य प्रणाली के लिए तब हम लिख सकते हैं कि यह Kequ x है तो Kequ K1 K2 इसलिए यदि दो स्प्रिंग्स समानांतर में हैं तो हम सीधे समतुल्य स्प्रिंग स्थिरांक प्राप्त कर सकते हैं सरल रूप में केवल उनकी कठोरता स्थिरांक को जोड़कर तो यह एक महत्वपूर्ण संबंध है और अब हम अगले मामले पर चलते हैं जहां दो स्प्रिंग श्रृंखला में एक एकल द्रव्यमान से जुड़े हुए हैं मान लीजिए F बल के कारण द्रव्यमान x विस्थापित होता है अब इन स्प्रिंग्स में अलग अलग विक्षेपण होंगे और दूसरे स्प्रिंग में अन्य विक्षेपण होगा तो मान लीजिए कि K1 x1 से विक्षेपित होगा और K2 x2 द्वारा विक्षेपित होगा दोनों स्थितियों के लिए बल समान हैं क्योंकि वे श्रृंखला में हैं तो हम लिख सकते हैं कि F K1x1 और F K2x2 तो x1 FK1 और x2 FK2 अब यदि सिस्टम को एक समतुल्य प्रणाली के रूप में तैयार किया गया है तो हमारे पास केवल एक स्प्रिंग स्थिरांक है और फिर एक एकल द्रव्यमान में भी F का बल होगा और फिर यह आइए हम मान लें कि यह K के समतुल्य है अंतिम स्थिति मान लेते हैं कि यह K समतुल्य p या समानांतर है और यह s श्रृंखला के लिए है तो तब आप लिख सकते हैं कि F इसमें कुल समान विक्षेपण x होगा ठीक ओर x समान कुल विक्षेपण x होगा तो F K श्रंखला x के तुल्य है अब x क्या है x x1 x2 और वहां से हम लिख सकते हैं कि x FK जोकि समतुल्य सीरीज FK1 FK2 या 1K 1K1 1K2 के समतुल्य सीरीज है तो यह एक और महत्वपूर्ण संबंध है और अधिकांश प्रश्नों के लिए जटिल प्रश्नों की तरह हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या दो बीम श्रृंखला में या समानांतर में जुड़े हुए हैं और तदनुसार हम पहले उन बीमों के लिए स्प्रिंग स्थिरांक ज्ञात करेंगे और और फिर केवल सीरीज या पैरेलल स्प्रिंग सूत्र लागू कर सकते हैं और संयुक्त स्प्रिंग स्थिरांक की गणना कर सकते हैं अब हम विभिन्न स्थिरांको पर चर्चा करेंगे और स्थिरांक का मतलब है कि बीम संरचना और लागू बलों के लिए उस विशेष बीम के लिए किस प्रकार का स्थिरांक लागू होता है यानी कि कौन सी गति की अनुमति है और किस गति की अनुमति नहीं है जैसे इस संरचना के लिए आप देख सकते हैं कि बाएं हाथ के लिए किसी भी गति की अनुमति नहीं है जैसे X दिशा Y दिशा Z दिशा में किसी भी गति की अनुमति नहीं है और साथ ही रोटेशन की भी अनुमति नहीं है ठीक है और साथ ही घूम भी सकता है जबकि इस विशेष स्थिति में के लिए केवल हमारे पास X दिशा में गति थी लेकिन स्थानान्तरण स्थिति के लिए आप देखते हैं कि गति या विक्षेपण Y दिशा में था जबकि बहुत कम विक्षेपण के कारण हमने माना है कि वहाँ X दिशा X दिशा में नहीं है यह अधिक नहीं चली है लेकिन तकनीकी रूप से यह X या Z दिशा में भी चल सकती है या यहाँ तक कि यह घूम भी सकती है लेकिन इस सिरे के लिए इसमें उस तरह की सभी गतियां मुक्त हो सकती है जैसे X Y Z दिशा में यह विक्षेपित अब मैं देखूंगा कि विभिन्न प्रकार की ज्यामिति के लिए विभिन्न स्थिरांक कैसे कार्य करते हैं आइए अब हम एक एक करके विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को लेते हैं अब पहले पहली स्थिति को लें जैसे इस साधारण कैंटीलेवर बीम की तरह जहां कैंटीलेवर का एक पक्ष बाईं ओर का बंधा हुआ है और दूसरा पक्ष गति कर सकता है और इस स्थिति में देखिए यह पक्ष पूरी तरह से बंधा हुआ है तो इसमें X दिशा Y दिशा के साथ साथ Z दिशा में प्रतिक्रिया बल हैं मान लीजिए हम इस प्लेन में Z दिशा पर विचार नहीं कर रहे हैं या कागज के इस प्लेन में यह दाईं ओर घूम सकता है तो इसमें X दिशा में बल Y दिशा में बल और घूर्णन भी है लेकिन यह सिरा पूर्ण रूप से मुक्त है तो तू यहां पर क्षैतिज दिशा या लंबवत दिशा पर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं है या यहां तक कि घूर्णन पर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं है यहां कोई बल ही नहीं है अब यदि आप एक स्थिर बीम पर विचार करते हैं तो स्थिर बीम के मामले में क्या होता है स्थिर बीम के लिए दोनों सिरे पूरी तरह से बंधे हुए हैं तो यह सिरा भी नहीं चल सकता और यह सिरा भी नहीं चल सकता तो प्रतिक्रिया बल एक क्षैतिज दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में और साथ ही घूर्णी दिशा में होंगे अब अगला मामला बंधी हुई पिन का है बंधी हुई पिन की स्थिति में आप देखते हैं बंधी हुई पिन किए गए का अर्थ है कि यह इस यह इस पिंड किए गए बिंदु पिन किए गए बिंदु पर घूम सकता है इसलिए यदि यह इस पिन किए गए बिंदु के साथ साथ आर पार घूम सकता है तो इस छोर पर कोई गति नहीं होगी लेकिन यह बंधा हुआ है इसलिए इसमें रैखिक विक्षेपण नहीं हो सकता है तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया बल होंगे जबकि गति प्रतिबंधित है केवल प्रतिक्रिया बल मौजूद है ठीक है तो इस छोर पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया बल होंगे लेकिन घूर्णन नहीं होगा क्योंकि यह इस पिन बिंदु के समक्ष में घूमने में सक्षम है लेकिन दूसरे छोर पर पूरी तरह से बंधी है इसलिए इसमें सभी सभी दिशाओं में बल होगा और होंगी और घूर्णन भी अब अगली स्थिति फिक्स्ड स्लाइडिंग की लेते हैंअ इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि यह इस बिंदु पर घूम सकता है और साथ ही यह वास्तव में X दिशा में गति कर सकता है यदि यह X दिशा में गति कर सकता है तो इसका मतलब है कि X दिशा में गति प्रतिबंधित नहीं है तो यहां प्रतिक्रिया बल नहीं होगा और यह इस पिन बिंदु के साथ घूम भी सकता है तो वहां पर घूर्णन भी नहीं होगा तो फिक्स्ड स्लाइडिंग की स्थिति में केवल जो प्रतिक्रिया बल होगा वह ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रतिक्रिया घूर्णन है पुनः फिर से फिक्स्ड स्लाइडिंग जहां ऊर्ध्वाधर दिशा गति की अनुमति है लेकिन क्षैतिज या X दिशा गति की अनुमति नहीं है और उस स्थिति में प्रतिक्रिया बल केवल X दिशा में मौजूद होगा अब यह अंतिम स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है जो कि फिक्स्ड गाइडेड है फिक्स्ड गाइडेड fixed guided का मतलब क्या होता है कि यह Y दिशा में स्लाइड करफिसल सकता है और इसमें घुमाव की अनुमति नहीं है तो यह इस तरह है कि एक छोर स्थिर है और दूसरा सिरा चल सकता है लेकिन इस तरह चल सकता है लेकिन इस तरह से तो वहाँ यह घूम नहीं सकता लेकिन चल सकता है यह घूम नहीं सकता है लेकिन यह चल सकता है आप इस धातु के पैमाने की गति को देख सकते हैं कि यहां भी यह पूरी तरह से स्थिर है और यह सिरा दाहिना वाला मेरा दाहिना हाथ वास्तव में चल रहा है मेरा दाहिना हाथ वास्तव में चल रहा है लेकिन मुझे इसकी अनुमति नहीं है इस को घुमाने की अनुमति तो इस छोर पर घूर्णन प्रतिक्रिया बल के रूप में होगा और X दिशा भी होगी क्योंकि X दिशा में भी गति की अनुमति नहीं है केवल y दिशा में गतियों को हमने अनुमति दी है सही और वह भी बिना किसी घुमाव के तो यह गाइडेड है तो इस बीम को केवल इसी दिशा में गाइडेड निर्देशित किया जाता है संदर्भ समय 1718 दिशा तो तदनुसार केवल क्षैतिज प्रतिक्रिया बल और घूर्णन मौजूद होंगे तो अब हम इस अवधारणा पर आधारित एक उदाहरण देखेंगे जिसकी हमने चर्चा की है तो यहां दो बीम हैं यहां दो बीम हैं और इन दोनों बीम की लंबाई समान है लेकिन क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल अलग है तो आइए मान लें कि यह l है और l लंबाई है और A1 और A2 क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल है अब यह बीम है ये दो बीम इस विशेष द्रव्यमान m से जुड़े हुए हैं जो तीन अलग अलग स्थितियों में ax मान से त्वरितकुछ त्वरण है पहले मामले में ये दो बीम इस तरह जुड़े हुए हैं दूसरे मामले में भी ये दो बीम विपरीत दिशा में इस तरह जुड़े हुए हैं और तीसरे मामले में ये दो बीम इस तरह से जुड़े हुए हैं ठीक है अब m 50 माइक्रोग्राम l 100 माइक्रोमीटर A1 4 माइक्रोमीटर वर्ग है A2 25 माइक्रोमीटर वर्ग है और जो त्वरण द्रव्यमान पर लागू हो रहा है वह 98ms2 है और यंग मॉडूलस स्थिरांक Young's modulus constant Y या E जिसे आप कहते हैं वह 150 GPa है हमें समतुल्य कठोरता स्थिरांक और द्रव्यमान के विक्षेपण की गणना करने की आवश्यकता है विभिन्न मामलों के लिए डेल्टा X कितना है यह केस ए केस बी और केस सी अब इस प्रश्न में आप पहली चीज देखेंगे कि तीनों स्थितियों में जो बीम हैं दोनों बीम वह एक्सियल स्ट्रेस में हैं तो एक्सियल स्ट्रेस में हम एक कैंटिलीवर बीम की कठोरता स्थिरांक को सीधे ही प्रयोग कर सकते हैं जो एक्सियल स्ट्रेस में है और यही हमने पता किया है की WHEL है यहां W H क्षेत्र है और E यंग मॉडूलस Young's modulus है तो अब हम कह सकते हैं कि स्थिति के लिए सूत्र A Y L होगा स्लाइड समय 1955 देखें K1 का अर्थ है पतले बीम और K2 मोटा बीम है हम कह सकते हैं कि K1 A1YL और K2 A2YL और अगर आप यह मान सूत्र में रखते हैं तो आपको K1 4 10 Y है 150 गीगा पास्कल मिलेगा जोकि 150 10 9 है और फिर L1 100 माइक्रोन है तो यानी कि 100 6 6000 न्यूटन प्रति मीटर और इसी तरह K2 कितना होगा K2 अभी निकलेगा और यह 25 होगा और यह 37500 न्यूटन प्रति मीटर आएगा और हम यह भी जानते हैं कि बल भी सभी मामलों के लिए समान है क्योंकि समान द्रव्यमान और समान त्वरण पर बल m ax है और आपका द्रव्यमान m 50 माइक्रो ग्राम है और g 98 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है तो बल 049 माइक्रो न्यूटन है अब इन तीन अलग अलग मामलों के लिए बीम की व्यवस्था अलग अलग है पहला केस a केस है देखें कि दोनों बीम समानांतर जुड़े हुए हैं क्योंकि यह वही समान विक्षेपण है जो दोनों के लिए समान होगा ठीक है चूंकि वे समानांतर में हैं इसलिए यह दोनों बीम अलग अलग विक्षेपण नहीं कर सकते हैं और b केस के लिए भी यह है यद्यपि यह श्रृंखला की तरह दिखता है लेकिन यह वास्तव में समानांतर है क्योंकि इस मामले में भी दोनों बीम में समान विक्षेपण है तो यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है कि यह केवल देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है चूंकि आपको वह देखने की आवश्यकता है कि बल समान है या विक्षेपण समान है जैसा कि हमने चर्चा की कि समानांतर मामले के लिए देखें जबकि दो स्प्रिंग्स समानांतर में हैं तो क्या समान होता है बल या विक्षेपण तो विक्षेपण लेकिन बल अलग अलग लगते हैं बल दो अंतर पर लागू होते हैं जबकि यदि दो स्प्रिंग्स श्रृंखला में हैं तो आप देख सकते हैं कि यह समान बल की तरह है जैसा कि वे श्रृंखला में हैं लेकिन यह दो अलग अलग विक्षेपण x1 और x2 है ठीक है और इस मामले में अब इस उदाहरण में दोनों स्थितियों में पहली स्थिति जैसे केस a और केस b विक्षेपण समान है तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि बीम समानांतर में हैं ठीक है तो हम लिख सकते हैं कि K का समतुल्य a या b या दोनों स्थितियों के लिए यह K1 K2 के बराबर है और यह 37500 6000 43500 न्यूटन प्रति मीटर है तो अब a b या a या b दोनों मामलों के लिए डेल्टा या विक्षेपण जो कुल बल है F विभाजित कुल स्प्रिंग स्थिरांक K के समतुल्य है और वह है 049 माइक्रो न्यूटन विभाजित 43500 न्यूटन प्रति मीटर तो आप एक और बात ध्यान दें कि यह मीटर सबसे ऊपर या अंश पर जाएगा ठीक है तो और यह केवल ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि यह विक्षेपण है तो विक्षेपण की माप लंबाई मात्रक में होनी चाहिए जैसे मीटर सेंटीमीटर ठीक है तो यह सही 00113 नैनो मीटर है अब c मामले के लिए देखिए यह सीरीज में है क्योंकि यह वही समान बल है जो लगाया गया है लेकिन विक्षेपण भिन्न है ठीक है तो इन मामलों के लिए यदि समतुल्य स्प्रिंग स्थिरांक K K समतुल्य c है तो हम लिख सकते हैं कि K समतुल्य c 1 K 1 1 K 2 तो K समतुल्य c K1K2K1K2 ठीक है और यदि आप K1 और K2 मान रखते हैं तो आपको 5172 मिलेगा 51724 न्यूटन प्रति मीटर और फिर विक्षेपण क्या है विक्षेपण डेल्टा xc बल पूर्व की भांति विभाजित K समतुल्य c ठीक है बल विक्षेपण कठोरता स्थिरांक है तो मुझे पहले से ही c मामले के लिए समतुल्य कठोरता स्थिरांक पता है और यह केवल बलकठोरता है तो वह यह है कि आपको बताएगा कि बल कितना था बल 049 माइक्रो न्यूटन के लगभग था और विक्षेपण 00948 नैनो मीटर है इसलिए हमने अब तीनों मामलों के लिए विक्षेपण का पता कर लिया है